सभी को नमस्कार इसलिए S पैरामीटर्स पर आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है वास्तव में यह पिछले व्याख्यान की एक निरंतरता है पिछले व्याख्यान में हमने ABCD पैरामीटर्स को देखा था और इसके गुण क्या हैं और हमने देखा था कि A यदि D के बराबर है तो सममित नेटवर्क है और AD माइनस BC सममित नेटवर्क के लिए 1 के बराबर है और फिर हमने वास्तव में कुछ मामलों के लिए ABCD पैरामीटर्स की गणना की और ये श्रृंखला Z इम्पीडेन्स या शंट Y एडमिटेंस थे हमने ट्रांसमिशन लाइन में भी देखा कि ABCD के पैरामीटर क्या हैं और फिर हमने कैस्केड नेटवर्क को देखा और हमने S पैरामीटर्स पर अपनी चर्चा शुरू की थी इसलिए हमें वहीं से जारी रखना चाहिए जहां से हमने आखिरी व्याख्यान में छोड़ा था तो हम वास्तव में आने वाली वेव के संदर्भ में S पैरामीटर्स को परिभाषित करते हैं जो a1 और a2 और जाने वाली वेव b1 और b2 हो सकती हैं इसलिए S पैरामीटर को इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा यहां परिभाषित किया गया है या इसे यहां पर विस्तारित किया गया है और फिर हमने उन मामलों को लिया जहां a2 जीरो के बराबर है या a10 के बराबर है और हमने S11b1a1 को परिभाषित किया था अब b1a1 और कुछ नहीं बल्कि परावर्तित वेव इंसिडेंट वेव द्वारा विभाजित है इसलिए इसलिए S11 पोर्ट 1 पर रिफ्लेक्शन गुणांक है और यह पोर्ट 2 पर रिफ्लेक्शन गुणांक है और इस विशेष मामले में S21 आप कह सकते हैं b2 इस मामले में निवर्तमान वेव है हम कहेंगे कि यह एक संचरित वेव है जो इंसिडेंट वेव से विभाजित है और S12 पोर्ट 1 पर संचरित वेव होगी जब इनपुट पोर्ट 2 पर दिया जाएगा तो आइए हम इन चीजों को एक एक करके फिर से पढ़ें S11 पोर्ट 1 पर रिफ्लेक्शन गुणांक है S22 पोर्ट 2 पर रिफ्लेक्शन गुणांक है और S21 पोर्ट 1 से पोर्ट 2 तक लाभ या हानि को मापता है है तो इसका मतलब है अगर हम पोर्ट 1 पर इनपुट देते हैं तो पोर्ट 2 पर आउटपुट क्या है तो अगर यह एक एम्पलीफायर है तो यह एक लाभ होगा अगर यह कुछ अन्य सर्किट है तो यह एटेन्यूएटर हो सकता है यह एक पावर डिवाइडर कपलर फिल्टर हो सकता है फिर नुकसान होगा तो यह अब पोर्ट 1 से पोर्ट 2 तक है इसका विपरीत S12 है जो पोर्ट 2 से पोर्ट 1 फिर से लाभ या हानि को मापता है इसका मतलब है कि अब पोर्ट 2 पर इनपुट दिया गया है और हम पोर्ट 1 पर आउटपुट देख रहे हैं तो अब इन S पैरामीटर्स को थोड़े अलग तरीके से इस अर्थ में लिखा जा सकता है कि S11 रिफ्लेक्शन गुणांक है और मैं यहाँ पहले उल्लेख करना चाहता हूं कि हमने रिफ्लेक्शन गुणांक के लिए प्रतीक गामा का उपयोग किया था लेकिन कुछ पुस्तकों में वे आरएचओ के लिए अभिव्यक्ति का उपयोग रिफ्लेक्शन गुणांक के रूप में करते हैं तो आप बस कृपया याद रखें कि आरएचओ गामा के समान ही है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस किताब को पढ़ने जा रहे हैं या आप किस किताब को पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पोर्ट 1 पर रिफ्लेक्शन गुणांक के रूप में S11 लिख सकते हैं S12 क्या है तो यह एक ट्रांसमिशन गुणांक है कि 1 2 S21 क्या है ट्रांसमिशन गुणांक इसका अर्थ है 2 1 कि इनपुट 1 पोर्ट पर दिया गया है आउटपुट 2 पोर्ट से लिया गया है और यह आप पोर्ट 2 पर रिफ्लेक्शन गुणांक कह सकते हैं इसलिए वही S पैरामीटर मैट्रिक्स अब रिफ्लेक्शन गुणांक के रूप में लिखा जा सकता है पोर्ट 1 और पोर्ट 2 पर और पोर्ट 1 और 2 पर ट्रांसमिशन गुणांक इसलिए यह S पैरामीटर के प्रतिनिधित्व का सिर्फ एक और तरीका है अब N पोर्ट नेटवर्क के लिए S पैरामीटर्स को देखते हैं अब बस फिर से उल्लेख करने के लिए ABCD पैरामीटर्स को केवल दो पोर्ट पोर्ट 1 और पोर्ट 2 के लिए परिभाषित किया गया था लेकिन S पैरामीटर्स को N पोर्ट के लिए परिभाषित किया जा सकता है इसलिए हम यहां पोर्ट 1 आने वाली वेव जाने वाली वेव तो पोर्ट 2 पर आने वाली वेव जाने वाली वेव देख सकते हैं इसी तरह आप इन पोर्ट N पर आने वाली वेव और जाने वाली वेव का अनुसरण कर सकते हैं तो इस विशेष मामले में अब हम b1S11a1S12a2S1NaN लिख सकते हैं इसी तरह b2 bN bNSN1a1SN2a2SNNaN वास्तव में आपको यह बताने के लिए कि हम कई उदाहरण देख रहे हैं जहाँ 5 पोर्ट हो सकते हैं या 4 पोर्ट हो सकते हैं या 3 पोर्ट हो सकते हैं वास्तव में हमने एक समय में एक पावर डिवाइडर डिजाइन किया था जहां इनपुट केवल एक पोर्ट था और 38 आउटपुट पोर्ट थे तो S मैट्रिक्स 39 x 39 के आकार का होगा आइए पहले देखते हैं कि S मैट्रिक्स के गुण क्या हैं तो N पोर्ट के लिए अब हम b1 b2 से bN और S11 S12 S1N लिखने के बजाय बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं हम बहुत ही सरल रूप में लिख सकते हैं जो bSa है अब यहाँ ABCD पैरामीटर्स की तरह ही हमने AD और AD BC1 देखा था यहाँ बात को व्यक्त करने का एक अलग तरीका है तो सममित नेटवर्क के लिए यदि SST अर्थात वास्तव में SijSji का अर्थ है जहां i और j कहीं भी 1 2 3 N तक हो सकते हैं तो यदि यह गुण सतोषजनक है कि इसका मतलब है यह एक सममित नेटवर्क है और लॉसलेस नेटवर्क के लिए बस पहले कल्पना कीजिए कि एक लॉसलेस नेटवर्क एक नेटवर्क होगा जहां नेटवर्क के भीतर कोई नुकसान नहीं होगा इसलिए वास्तव में इसे बोलने से दो अलग अलग गुणों का पता चलता है जो हम सिर्फ एक एक करके देखेंगे लेकिन हम लॉसलेस नेटवर्क को कैसे परिभाषित करते हैं मूल रूप से S और वह S संयुग्म मैट्रिक्स है और उस का ट्रांस्पोज इन दोनों मेट्रिसेस का गुणनफल यहाँ पर एक यूनिट मैट्रिक्स देगा जिसका प्रतीक I के रूप में दिया गया है इसलिए यहाँ से हम वास्तव में दो अलग अलग गुण प्राप्त कर सकते हैं जिसे एक एकात्मक गुण के रूप में जाना जाता है दूसरे को ऑर्थोगोनल गुण के रूप में जाना जाता है मुझे एक एक करके समझाएं कि एकात्मक गुण क्या है एकात्मक गुण यह है कि हम एक उदाहरण के साथ शुरू करेंगे आइए हम कहते हैं S112 S212 SN121 इसलिए यह एकात्मक गुण है अब हम इस बात को थोड़ा बाद में परिभाषित करेंगे लेकिन पहले हमें इस बार ऐसा करने देंगे कि हम नीचे के दृष्टिकोण का उपयोग करेंगे तो देखते हैं कि यदि मैं केवल पोर्ट 1 पर एक इनपुट देता हूं ताकि a1 वर्ग हो जाए तो पावर a12 के बराबर है इसलिए यदि हम केवल पोर्ट 1 पर एक पावर देते हैं तो क्या होगा यदि नेटवर्क के भीतर कोई नुकसान नहीं होता है तो यह पावर अन्य सभी पोर्ट्स को वितरित की जाएगी तो पोर्ट 1 पर पावर आउटपुट b1 वर्ग और पोर्ट 2 पर b2 वर्ग और bN वर्ग होगा तो हम कह सकते हैं कि पोर्ट 1 पर इनपुट पावर पोर्ट 1 से पोर्ट N तक सभी पावर आउटपुट के योग के बराबर है इसका मतलब है कि नेटवर्क के भीतर कोई नुकसान नहीं है तो अब यहाँ से सब कुछ a1 वर्ग से विभाजित करें तो यह b1a12 होगा जो S11 के बराबर है यह अब b2 को a1 वर्ग द्वारा विभाजित किया जाएगा जो कि S21 है यह यहाँ bN को a1 से विभाजित करेगा जो SN1 वर्ग होगा और a1 वर्ग से विभाजित a1 वर्ग 1 होगा यह है हमें यहाँ से यहाँ क्या मिलता है अब हम इस विशेष रूप में इस विशेष बात को लिखते हैं या आप यहाँ पर बाद में देख सकते हैं इसलिए हमारे यहां यह मामला j को 1 के बराबर के लिए लिया गया था इसलिए जहाँ j 1 से n तक हो सकता है बस यहाँ इस पद को देखें यह पद क्या कहता है i 1 से n तक है Sij परिमाण वर्ग का योग 1 के बराबर है इसलिए यहाँ पर अगर हम 1 के बराबर j लेते हैं जो कि यहाँ पर दिखाया गया है तो अब क्या होगा i 1 से N तक भिन्न होगा इसलिए 1 1 जो यहां है तो i2 2 1 फिर 3 1 और फिर N 1 होगा तो यह विशेष बात वास्तव में यही है जो यहाँ पर भी ऐसा ही है और इस पूरी बात को Sij से Sij संयुग्म गुणा रूप में भी लिखा जा सकता है हम जानते हैं हम जानते हैं कि जटिल संख्या तथा इसके संयुग्म से गुणा जो हमे परिमाण वर्ग देगा तो यह एकात्मक गुण है जो मूल रूप से कुछ भी नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं कि j के सभी S पैरामीटर्स का योग 1 के बराबर होगा 1 के बराबर होगा जो कि इकाई है ऑर्थोगोनल गुण क्या है ऑर्थोगोनल गुण कुछ इसी तरह की है जो मूल रूप से 0 है इसका वास्तव में क्या मतलब है कि अगर यह एक लॉसलेस नेटवर्क है इसलिए यदि कोई नेटवर्क लॉसलेस है तो नेटवर्क में विघटित होने वाली पावर क्या होगी यह 0 के बराबर होगी इसलिए यह पद इसी से आता है और यहां हमारे पास Sij है जिसे आप i और i सामान्य कह सकते हैं इसलिए i 1 से N तक भिन्न होता है और यह j है यह k है और इस स्थिति में j k के बराबर नहीं होना चाहिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है यदि j k के बराबर है तो वास्तव में कह रहे है हमें यह स्थिति मिल रही है ठीक है तो j k के बराबर नहीं है यदि आप j के बराबर k लेते हैं तो यह एकात्मक गुण बन जाती है इसलिए यहाँ पर ऑर्थोगोनल गुण कुछ भी नहीं है क्योंकि एक नेटवर्क लॉसलेस है इसलिए नेटवर्क के भीतर नुकसान 0 के बराबर है इसलिए यहाँ आपको एक उदाहरण देने के लिए हमने यहाँ बताया है कि j को 1 और k को 2 के बराबर मानें और अगर हम j के बराबर 1 लेते हैं और k के 2 बराबर इस पूरी चीज़ का विस्तार करते हैं तो हम कह सकते हैं कि i 1 से N तक भिन्न हो सकता हूँ इसलिए 1 j 1 है इसलिए i 1 है k 2 है दूसरे मामला में अब i 2 के बराबर है j और k 1 और 2 बने हुए हैं और अब इस विशेष मामले में i N बराबर है और j k1 2 के बराबर होगा तो ये दो गुण हैं जो उपयोगी हैं और यहां तक कि यह जानना उपयोगी है कि नेटवर्क सममित है या नहीं अब बस एक उदाहरण लेते हैं तो यह वह उदाहरण है जहां यह दिया गया है कि 3 पोर्ट नेटवर्क का S पैरामीटर मैट्रिक्स नीचे दिया गया है आइए हम इसे ध्यान से देखें तो यह यहाँ क्या है यह S11 है यह S12 है यह S13 है तो यह S21 S22 S23 S31 S32 S33 है तो अब हैं कई सवाल पहला सवाल यह नेटवर्क रेसिप्रोकल है अब यह जांचने के लिए कि नेटवर्क रेसिप्रोकल है या नहीं हमें यह जांचना होगा कि S का ट्रांज़िशन S के बराबर है या नहीं तो आइए देखें कि यह मान्य है या नहीं तो आप देख सकते हैं कि S12 S21 के समान है S13 S31 के समान है और यहाँ S23 S32 के समान है जिसका अर्थ है कि यह गुण संतुष्ट है तो हम कह सकते हैं कि यह नेटवर्क रेसिप्रोकल है अगला प्रश्न क्या यह नेटवर्क लॉसलेस है खैर यह पता लगाने के लिए कि नेटवर्क लॉसलेस है या नहीं हम एकात्मक स्थिति का भी उपयोग कर सकते हैं या हम ऑर्थोगोनल गुण का भी उपयोग कर सकते हैं इसलिए केवल एकात्मक स्थिति लागू करें तो एकात्मक स्थिति क्या कहती है S112 S122 S132 1 आइए हम पहले यह देखें कि यह 1 है या नहीं तो 01782 062 042 आप इन सभी चीजों को जोड़ते हैं यह 055 ठीक है तो इसका मतलब है कि यह विशेष नेटवर्क लॉसलेस नहीं है क्योंकि यह 1 के बराबर नहीं है इसलिए यह एक हानिपूर्ण नेटवर्क है अब हम जानना चाहेंगे कि पोर्ट 1 पर वापसी हानि क्या है ठीक अब मैं केवल यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ क्योंकि वापसी हानि पद का उल्लेख किया गया है ठीक है देखते हैं कि दो पद हैं जो साहित्य में उपयोग किए जाते हैं ठीक है कभी कभी वे वापसी हानि कहते हैं यदि वे वापसी हानि कहते हैं जो ऋणात्मक 20 log S11 है सबसे पहले 20 क्यों 10 क्यों नहीं क्योंकि S11 एक पावर नहीं है देखिए यह S112 था तो यह 10 होगा ठीक लेकिन पावर के लिए हम हमेशा 10 log लेते हैं पावर यूनिट के एक वर्गमूल के लिए 20 log लेते हैं इसलिए यह ऋणात्मक साइन यहाँ पर आ रहा है क्योंकि हम वापसी हानि की गणना कर रहे हैं अब कई बार वे रिफ्लेक्शन गुणांक भी कहते हैं अब रिफ्लेक्शन गुणांक आप ऋणात्मक रिफ्लेक्शन गुणांक नहीं लेते हैं केवल इतना ही यहाँ है ठीक है तो कृपया ऋणात्मक जोड़ने पर आपको वापसी हानि के मामले में रिफ्लेक्शन गुणांक और वापसी हानि के बीच का अंतर याद रखें तो अब ऋणात्मक 20 log S11 हम जानते हैं कि S11 0178 क्या है आप उस log को लेते हैं जो लगभग 15 dB तक आता है अब सवाल है पोर्ट 2 और 3 के बीच प्रविष्टि हानि और फेज़ अंतर क्या हैं फिर से मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि क्या हम इसे प्रविष्टि हानि कहते हैं प्रविष्टि हानि ऋणात्मक 20 log से S23 क्यों है क्योंकि हम पोर्ट 2 और 3 के बीच पता लगाना चाहते हैं अगर यह सिर्फ ट्रांसमिशन गुणांक था तो यह माइनस साइन नहीं आएगा इसलिए कृपया समस्या को ध्यान से पढ़ें कि क्या वह ट्रांसमिशन गुणांक के लिए पूछ रहा है या वे प्रविष्टि हानि के लिए पूछ रहे हैं प्रविष्टि हानि माइनस होगी तो अब S23 हम जानते हैं कि S23 का मान क्या है जो 03 है आप इसका लॉग लेते हैं जो 105 dB आता है अब फिर से यहाँ फेज डिले क्या है इसलिए जब हम फिर से फेज में डिले के बारे में बात करते हैं तो डिले पहले से ही बिल्ट इन है क्योंकि हम बिंदु a से b तक बात कर रहे हैं डिले क्या है इसलिए यहां यह S23 पैरामीटर है लेकिन जब हम डिले के बारे में बात करते हैं तो यह ऋणात्मक होगा जो कि प्लस 450 होने वाला है तो कृपया कुछ अलग उदाहरण लें और कुछ गणना करें आप ऑर्थोगोनल गुण को इस पर भी लागू करने की कोशिश कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ऑर्थोगोनल गुण इस विशेष मामले के लिए मान्य नहीं है आप बस इसे इस प्लस इस प्लस इस प्लस इस प्लस के साथ गुणा कर सकते हैं यह पद 0 होगा यह पद 0 होगा लेकिन यह एक नॉन जीरो पद है इसलिए यह गुणनफल 0 के बराबर नहीं है ठीक है तो कृपया इन बातों को ध्यान से लागू करें आप समस्याओं को बहुत सरल तरीके से हल कर सकते हैं तो अब हम वास्तव में देखना चाहते हैं कि ABCD पैरामीटर S पैरामीटर के साथ कैसे संबंधित हो सकते हैं तो इसके लिए हम इन वेव्स को वोल्टेज और करंट के संदर्भ में परिभाषित करने जा रहे हैं तो आइए हम पहले एक साधारण ट्रांसमिशन लाइन देखें जिसे लोड इम्पीडेन्स ZL के साथ समाप्त किया गया है यह विशेष बात हमने पहले भी की है जब हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह एक इंसिडेंट वेव है जिसे दिखाया गया है साइन प्लस और यह रिफ्लेक्टेड वेव है जिसे माइनस साइन द्वारा दिखाया जाता है ठीक है तो आप कह सकते हैं इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव है ठीक है तो अब इस विशेष पद को इस विशेष रूप में यहाँ परिभाषित किया गया है ताकि वोल्टेज कुछ स्थिर रहे और e jβx पद आए क्योंकि यहाँ पर x 0 हैं अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ से विपरीत होगी तो यह यहाँ एक प्लस संकेत है अब मैं केवल उल्लेख करना चाहता हूं तो प्लस साइन का मतलब यहाँ पर नहीं है कि यह सकारात्मक होने जा रहा है नहीं x नकारात्मक है जब आप इस विशेष दिशा से जा रहे हैं तो कुल वोल्टेज क्या होगा इस विशेष बिंदु पर कुल वोल्टेज इन दो वोल्टेजों का योग होगा जो कि इंसिडेंट वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज है तो यह वोल्टेज का योग होगा तो हम कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं पोर्ट 1 पर V1 के बारे में बात कर रहे है इसी तरह अब करंट हमने इसे यहां नहीं दिखाया है लेकिन उसी तरह से करंट को परिभाषित किया गया है तो करंट फिर से I और I हो जाएगा और करंट वोल्टेज से संबंधित हैं तो VZ0 और V−Z0 इसलिए अब नेटवर्क के किसी भी पोर्ट पर हमने अभी दिखाया है यहाँ सामान्यीकृत रूप b है लेकिन मान लें कि यह एक पोर्ट 1 है तो यह a1 होगा यह V1 होगा यदि यह पोर्ट 2 है तो यह a2 होगा और यह V2 और इसी तरह होगा तो यहाँ a को V√Z0 के संदर्भ में परिभाषित किया गया है और b को इसके V−√Z0 संदर्भ में परिभाषित किया गया है तो अब कहीं से भी आप वास्तव में यह देख सकते हैं कि यदि हम दोनों का अनुपात लेते हैं तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन गुणांक जिसे हम S11 या S22 S33 कहते हैं जिसके आधार पर हम किस पोर्ट को देख रहे हैं इसलिए रिफ्लेक्शन गुणांक कुछ भी नहीं है लेकिन रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट से विभाजित होता है तो जो कि ba है जिसे हमने पहले देखा था लेकिन अब हम यहाँ पर भी देखते हैं कि अगर मैं ba का अनुपात लेता हूँ तो √Z0 रद्द हो जाएगा तो हम इसके साथ क्या बचा है V−V तो अब अंतर सरल रिफ्लेक्शन गुणांक है कहते हैं कि पोर्ट 1 Γ1b1a1 या Γ2 होगा अब यहाँ से आप यह भी देख सकते हैं कि क्या हम इन चीजों को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं जो आप यहाँ आते हैं और यहाँ की शर्तों को देखें तो हमने उस वोल्टेज को देखा है तो Va√Z0 V− क्या होगा V−b√Z0 अब I क्या होगा आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पर मूल्य को प्रतिस्थापित करते हैं तो हम कह सकते हैं कि अब Va√Z0 इसे Z0 से विभाजित करें तो यह पद कुछ भी नहीं होगा लेकिन अब यह √Z0 द्वारा विभाजित है और एक नकारात्मक पद होगा तो यह कुछ नहीं होगा लेकिन अब a और b के रूप में बीच में हमारे पास एक नकारात्मक पद होगा जबकि यहाँ पर यह a और b टर्म होगा लेकिन बीच में यह पद पॉजिटिव पद होगा तो अब मैं आपको वह संबंध दिखाने जा रहा हूं ABCD पैरामीटरparameter को S पैरामीटर मे अब विस्तार से डेरीवेशन आप पुस्तकों में से किसी एक में पा सकते हैं जिसका मैंने उदाहरण के लिए उल्लेख किया था आप पोजर पुस्तक देख सकते हैं या आप कोलिन की पुस्तक और अन्य पुस्तक देख सकते हैं इसलिए मैं वास्तव में आपको इसकी विस्तृत डेरीवेशन नहीं दिखा रहा हूं लेकिन अब हम जो रुचि रखते हैं वह ABCD का S पैरामीटर रूपांतरण है हम उसमें क्यों देख रहे हैं क्योंकि हमने पहले देखा था कि बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में कैसे विभाजित किया जा सकता है जिसके लिए हम ABCD मैट्रिक्स को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं व्यक्तिगत नेटवर्क के ABCD मैट्रिक्स को गुणा करके हम समग्र ABCD मैट्रिक्स को खोज सकते हैं लेकिन हमारा उद्देश्य ABCD नहीं है जब हम माइक्रोवेव के बारे में बात कर रहे हैं माइक्रोवेव में हम इंसिडेंट वेव परावर्तित वेव के बारे में बात करते हैं इसलिए हम s पैरामीटर खोजने में अधिक रुचि रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि ABCD के बारे में हम जो चर्चा करते हैं वह सब एक मध्यवर्ती स्टेप था s पैरामीटर को खोजने का अंतिम लक्ष्य इसलिए यहां आप कह सकते हैं कि S11 इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा दिया गया है लेकिन मैं आपके लिए चीजों को थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करूंगा तो अभी याद करो A की इकाई क्या थी यह एक आयामहीन था D की इकाई क्या थी यह आयामहीन था क्या B की इकाई थी इसमें इम्पीडेन्स की एक इकाई थी तो आप Z0 से विभाजित करते हैं ताकि आयामहीन हो जाएं C की इकाई क्या थी इसमें मो था आप इस इम्पीडेन्स के साथ गुणा करते हैं अब यह वास्तव में आयामी हो जाता है इसलिए कभी कभी लेखन पूंजी ABCD के बजाय याद रखना आसान होता है यदि आप हमें सामान्यीकृत मान कहते हैं तो अगर यह सब सामान्य हो जाता है तो यह हमें सामान्यीकृत मान कहने देगा यदि आप छोटे abcd का प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह a b c d बन जाएगा तो आपको इन Z0 को याद करने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है या आप बस इन सब के बारे में सोचते हैं अब यदि आप इन सभी S पैरामीटर्स की तलाश करते हैं जो कि हर एक के समान है जो कि कुछ भी नहीं है बल्कि a b c d है अब हम अंश को देखते हैं इसलिए पहले हम S11 और S22 के लिए अंश को देखेंगे अगर आप यहाँ देखें तो ऐसा है जैसे हम फिर से सोचते हैं कि सामान्यीकृत a b c d अब आप यहाँ पर देखें यहाँ A बन गया है A D बन गया है D अन्यथा ये दोनों शब्द बिल्कुल समान हैं तो हम अब कह सकते हैं कि अगर A D अगर A D और हमने देखा है कि सममित नेटवर्क के लिए स्थिति है और अगर A D इस पद को रद्द कर दिया जाएगा तो यह पद मिल जाएगा रद्द करें इसका मतलब है कि S11S22 इसलिए हम किसी भी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि S11S22 आप सममित नेटवर्क के लिए कह सकते हैं या AD कह सकते हैं कि आप यहां से या वहां से ड्राइव कर सकते हैं अब S12 और S21 को देखें अंश को देखें यह 2 है और यह केवल 2 है और हमने देखा है कि रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए AD−BC1 तो अगर मैं AD BC1 डालता हूं तो यह 2 होगा यह 2 होगा तो आप कह सकते हैं कि S12S21 इसलिए यदि नेटवर्क रेसिप्रोकल है तो S21S12 या हम AD BC1 कह सकते हैं ठीक अब बेशक पुस्तकों में उन्होंने यह भी दिया है कि S पैरामीटर को ABCD में कैसे बदला जाए लेकिन वास्तव में अधिकांश समय यह बोलना आवश्यक नहीं है लेकिन अगर आपको किसी अन्य उद्देश्य की आवश्यकता है तो आप हमेशा पाठ्यपुस्तकों को देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है ठीक है तो अब बस एक उदाहरण लेते हैं कि S पैरामीटर कैसे खोजना है इसलिए हम वास्तव में इस समस्या को दो अलग अलग तरीकों से हल करने जा रहे हैं इसलिए पहला तरीका यह है कि हम वास्तव में पहले ABCD पैरामीटर का पता लगाने जा रहे हैं और फिर हम S पैरामीटर प्राप्त करने के लिए सूत्रों का उपयोग करते हैं तो आइए देखें कि हमने क्या सरल समस्या ली है तो यह एक श्रृंखला इम्पीडेन्स है तो हमने देखा था कि a1 और a2 इनकमिंग वेव्स b1 और b2 आउटगोइंग वेव्स हैं ठीक है और इस विशेष नेटवर्क के लिए हमने वास्तव में BCD पैरामीटर के लिए डेरिवेशन किया था एक श्रृंखला इम्पीडेन्स के लिए यह 1 Z 0 1 था अब हम S पैरामीटर रूपांतरण फार्मूले के लिए ABCD का उपयोग करने जा रहे हैं तो यह ABCD से S रूपांतरण सूत्र है तो आइए देखें कि A A1 D1 है तो 1-10 तो यह पद नहीं रहेगा और यहाँ क्या होगा B क्या है Z तो ZZ0 यहाँ आएगा तथा C क्या है C0 तो वहाँ कुछ और नहीं है तो अब भाजक में AD और वह 1 के बराबर है इसलिए 1 1 2 और यह पद यहाँ BZ0CZ0 है तो B कुछ भी नहीं है लेकिन Z तो ZZ0 C 0 इसलिए S11 इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा दिया गया है और हम Z0 पद द्वारा अंश और हर को गुणा कर सकते हैं तो हमें क्या मिलता है अब हम ABCD के समान अवधारणा का उपयोग करके S21 का पता लगाने की कोशिश करेंगे तो यहां सूत्र इसके द्वारा दिया गया है तो यह दो दो रहता है और भाजक वही होगा जो हमारे यहाँ था जो 2ZZ0 है यदि आप Z0 से गुणा करते हैं तो वह 2Z02Z0Z होगा तो ये S11 और S21 हैं चूंकि नेटवर्क सममित और साथ ही रेसिप्रोकल है तो हम कह सकते हैं कि S11 S22 के बराबर होगा और S21 S12 के बराबर होगा जो कि यहाँ के समान होगा अब यह एक समस्या है जिसे हमने ABCD पैरामीटर का उपयोग करके हल किया है वास्तव में यह बहुत ही सरल और यह सरल था समस्या को सीधे भी हल किया जा सकता है तो आइए हम प्रत्यक्ष समाधान देखें जो एक और दृष्टिकोण है तो हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन गुणांक क्या है यह कुछ भी नहीं है लेकिन S11 के बराबर है तो हम इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा S11 के बराबर रिफ्लेक्शन गुणांक पा सकते हैं तो हमें क्या जानना चाहिए हमें यह पता लगाना होगा कि Z इनपुट क्या है तो Z इनपुट यहाँ से देख रहा है कि यह इम्पीडेन्स Z है और याद रखें S पैरामीटर्स तब परिभाषित किए जाते हैं जब यह पोर्ट विशेषता इम्पीडेन्स में समाप्त हो जाता है जो कि Z0 है तो यह Z0 है यह Z है इसलिए यहाँ से Z इनपुट ZZ0 होगा तो अब हम इस मूल्य को यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं इसलिए यदि आप इस पद को Z2Z0Z में देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह पद ठीक उसी तरह है जैसे हमने पहले परिभाषित किया था अब सावधान रहें जब आप इस विशेष अभिव्यक्ति का उपयोग करने जा रहे हैं देखें कि यह S112S2121है लेकिन यह केवल तभी वैध है जब Z लॉसलेस है कृपया इस विशेष अवधारणा का उपयोग न करें यदि Z हानिपूर्ण है अर्थात यदि Z एक रेसिस्टर है तो आप इस विशेष चीज का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हानिपूर्ण नेटवर्क के लिए यह बिल्कुल वैध नहीं है ठीक है कृपया याद रखें हालांकि आप इसे इंडक्टर कपैसिटर या एक संचरण लाइन के लिए लागू कर सकते हैं जो लॉसलेस है आप इस विशेष स्थिति को लागू कर सकते हैं तो आइए देखें कि हम इस धारणा को कैसे हल कर सकते हैं कि Z लॉसलेस है इसलिए S11 हम पहले ही गणना कर चुके हैं जिसे आपने इसे यहां और अब डाल दिया है यदि आप इसे हल करते हैं तो आपको यह अभिव्यक्ति मिलेगी जो पहले जैसी है अब मैं आपको फिर से एक बार चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको डेरिवेशन तभी मिलेगी जब Z रेसिस्टिव नहीं होगा ठीक है तो कृपया इन बातों को थोड़ा और ध्यान से लागू करें और इस तरह से आप समस्या को हल कर सकते हैं बेशक हम इसे सीधे हल कर सकते हैं यदि यह सरल श्रृंखला तत्व था लेकिन अब कल्पना करें कि अगर यह एक और चीज़ यहाँ एक और यहाँ एक और वहाँ और कई तत्व हैं तो इस विशेष दृष्टिकोण का उपयोग करके हल करना बहुत जटिल हो जाएगा इसलिए इन सभी मामलों के लिए यह बेहतर है कि आप इस विशेष दृष्टिकोण का उपयोग करें जहां आप कैस्केड नेटवर्क के ABCD मैट्रिक्स को ढूंढते हैं तो यहाँ पर n पद की संख्या हो यहाँ उन सभी को गुणा करना हैं जो ABCD मैट्रिक्स को खोजते हैं और फिर हाँ कुल मिलाकर S पैरामीटर का पता लगाने के लिए विशेष सूत्र का उपयोग करते हैं इसलिए हम इस विशेष बिंदु पर आज के व्याख्यान का समापन करेंगे तो आज हमने S पैरामीटर के बारे में बात की और इसके विभिन्न पैरामीटर क्या हैं हमने ABCD के पैरामीटर से S पैरामीटर में कैसे परिवर्तित किया जाए इस पर ध्यान दिया अब अगले व्याख्यान में हम विभिन्न सर्किटों को महसूस करने के कई व्यावहारिक उदाहरण लेने जा रहे हैं उदाहरण के लिए पावर डिवाइडर कपलर फिल्टर इत्यादि और जहां हम विभिन्न छोटे घटकों के ABCD मैट्रिसेस की अवधारणा को लागू करने जा रहे हैं उन्हें गुणा करते हैं और समग्र S मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं इसलिए तब तक कठिन अध्ययन करें और हम आपको अगले व्याख्यान में देखेंगे अलविदा